हम ड्रिलिंग में इस प्रकार का नियंत्रण रख सकते हैं जहां कोई विशिष्ट स्थान पर होल ड्रिल करना है हम एक निश्चित स्थान पर EDM डाई सिंकिंग ऑपरेशन करा सकते हैं तब स्पॉट वेल्डिंग ब्रेजिंग सोल्डरिंग इत्यादि इन सभी मामलों में एक निश्चित स्थान पर विशेष कार्य को करना है तो इस प्रकार के नियंत्रण से जुड़े कुछ मुख्य लक्षण हैं सबसे पहले नियंत्रण प्रणाली को इंटरपोलेटर की आवश्यकता नहीं होती है इंटरपोलेटर गणना करता है और एक विशेष रास्ता की ओर निश्चित वेग के मान से एक्सीस के बीच निश्चित वेग संबंध स्थापित करता है यहां इसकी आवश्यकता नहीं है और हम निश्चित स्थानों के बीच वेग नियंत्रण नहीं कर रहे हैं आगे कटर 1 बिंदु से दूसरा बिंदु बिंदु से बिंदु जाता है और मशीनिंग या जरूरत वाले कार्यों को इन बिंदु पर पूरा करता है बिंदु के बीच कटिंग एक्शन नहीं होता है और इन बिंदु पर टेबल का गति नहीं होता है कटर केवल कटिंग के लिए गति करता है और इन बिंदुओं के बीच की दूरी प्राय सबसे अधिकतम संभावित वेग से पूरी की जाती है क्यों समय बचाने के लिए हम कटिंग नहीं कर रहे हैं तो 1 पॉइंट बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के दौरान कोई फोर्स शामिल नहीं है इसलिए सबसे ज्यादा संभावित वेग क्यों नहीं लगाएं और इन कार्यों के लिए कुछ चीज जैसे कटर रेडियस कंपनसेशन की प्राय जरूरत नहीं होती है तो बिंदु से बिंदु मशीन कैसे संचालन करती हैं

टूल या कटर के पाथ या अंतिम गंतव्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता है तो इसके लिए हमारे पास अंतिम गंतव्य को नियंत्रित करना है जिसका मतलब गति की सीमा और हमें टूल के मार्ग को भी नियंत्रित करना है तो टूल के पाथ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा

यहां लिखा हुआ है यह स्टेप्पर मोटर घूमता है एक रोटेशन पूरा करता है या ऐसे एक रिवॉल्यूशन में 200 एंगुलर स्टेप करता है तो एक स्टेप 18° के बराबर है तो यह पल्स जो पल्स जेनरेटर से बाहर आ रहे हैं और वे सिग्नल के साथ ANDED हैं जो यहां से बाहर आ रहा है यह एक OR GATE है अब यह क्या है

डीसी मोटर इन इनर्शिया के चलते घूर्णन करते हैं तो इन्हें एक निश्चित पड़ाव पर नहीं लाया जा सकता है जबकि यह अपने अधिकतम स्पीड पर होते हैं जब हम लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुके होते हैं तो डिकोडर सर्किट कुछ बायनरी सर्किट के द्वारा सेंस करता है की यह लक्ष्य के कुछ दूरी पर है और यह एनालॉग वोल्टेज सोर्स के आउटपुट वोल्टेज को एक सर्किट जिसे डिकोडर कहा जाता है के द्वारा घटा देते हैं और डीसी मोटर लो वोल्टेज प्राप्त करने लगता है और धीमी दर से घूर्णन करने लगता है इस तरह डिकोडर एनालॉग सोर्स से मोटर के वोल्टेज को क्रमिक रूप से घटाता है और मोटर अत्वरित होता है और अंत में इच्छित स्थान पर आकर रुक जाता है यह क्लोज लूप कंट्रोल के साथ बिंदु से बिंदु नियंत्रण का एक उदाहरण है इन बिंदु से बिंदु सिस्टम में हमने पाया है कि वहां वेग नियंत्रण नहीं है पोजीशन डाउन काउंटर दोनों में मौजूद है क्योंकि यह पोजीशन कंट्रोल के साथ संबंधित है और वहां पर एक मामले में आंतरिक फीडबैक है और दूसरे मामले में बाहरी फीडबैक है हमारा अगला काम प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है निम्नलिखित ड्राइव की मूल लंबाई इकाई है 5 माइक्रोन 50 माइक्रोन 10 माइक्रोन इनमें से कोई नहीं मूल लंबाई इकाई क्या है